तो हमने प्राकृतिक या मुक्त संवहन पर चर्चा शुरू की हमने एक बॉक्स में रखे द्रव के उदाहरण को देखकर शुरू किया और हमने तापमान में अंतर को देखा जिससे घनत्व में अंतर होता है और इससे संवहन होता है तो मान लीजिए कि यदि T1 T2 से कम है तो हमने कहा कि rho1 rho2 से बड़ा है और इसलिए भारी द्रव हल्के द्रव के ऊपर है जो एक अस्थिर स्थिति है और इसलिए यह एक संचलन स्थापित करने जा रहा है जो संवहन की ओर ले जाता है जिससे क्षैतिज दिशा में ऊष्मा परिवहन के संवहन मोड की ओर अग्रसर होता है तो यह यह पुन संचलन है यह सही है जहां ड्राइविंग बल गुरुत्वाकर्षण है अब क्षैतिज दिशा में ढाल है क्योंकि पुन परिसंचरण के कारण क्षैतिज दिशा में प्रत्येक स्थान एक ही तापमान पर बनाए रखा नहीं जा रहा है तो क्षैतिज दिशा में भी ऊष्मा परिवहन होगा लेकिन संवहन के लिए प्राथमिक ड्राइविंग बल गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा है गुरुत्वाकर्षण एक प्रेरक शक्ति है ठीक है तो अब हमने कहा कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक प्लेट है जिसे एक निश्चित तापमान पर बनाए रखा जाता है और फिर यह निश्चित रूप से एक अचल द्रव में गिर जाता है जिसका अर्थ है कि u 0 है और T कुछ टिनफिनिटी है और फिर इसका परिणाम एक निश्चित सीमा परत में होता है और हमने इस समस्या के लिए सीमा में x संवेग संतुलन को देखा जो आप मान सकते हैं यदि यह y दिशा है और यह x दिशा है और u और v x और y घटक वेग हैं तो हमने कहा कि udu by dy plus v udu by dx plus vdu by dy जो माइनस 1 by rho dp by dx minus g dy square ke बराबर है तो वह x संवेग संतुलन है अब यह समीकरण इस समस्या में प्रत्येक स्थान पर मान्य है और इसलिए यह अचल माध्यम के साथ साथ अचल द्रव में भी मान्य है तो यह समीकरण सीमा परत और थोक दोनों में मान्य है तो अब अगर मैं थोक में समीकरण को देखता हूं तो हम जानते हैं कि u और v 0 हैं वेग 0 हैं और इतना ही नहीं बल्क स्ट्रीम में सभी ग्रेडिएंट 0 हैं अचल क्षेत्र में u और v 0 हैं क्योंकि द्रव गतिमान नहीं है और du by dy du by dx भी 0 हैं सभी ग्रेडिएंट अचल क्षेत्र में नगण्य हैं तो इसलिए x संवेग संतुलन केवल माइनस 1 तक घट जाता है यदि rhoinfinity अचल क्षेत्र में द्रव का घनत्व है तो यह dp by dx equal minus g equal to 0 के बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dp by dx अचल क्षेत्र में जो माइनस rhoinfinity in g के बराबर होना चाहिए लेकिन कोई बाहरी बल नहीं है जो कि है वास्तव में कोई बल संवहन नहीं है अत द्रव को किसी भी स्थान पर गति करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है इसलिए शुद्ध दबाव प्रवणता जो कि सीमा परत में द्रव का अनुभव होता है कुल दबाव प्रवणता के बराबर होना चाहिए जो द्रव शांत क्षेत्र में अनुभव करता है क्योंकि द्रव में वास्तव में प्रभाव नहीं हो रहा है वह आराम पर है तो सीमा परत में कुल दबाव ढाल अचल क्षेत्र में शुद्ध दबाव ढाल के बराबर होना चाहिए इसलिए अब यदि हम इसे अपने संवेग संतुलन में शामिल करते हैं तो हम जो देखेंगे हम उसे udu by dx में साथ ही vdu by dy में शामिल करेंगे और अब मैं सीमा परत में गति संतुलन लिख रहा हूं तो यह माइनस rho infinity माइनस rho plus nu into d square u by dy square के बराबर होना चाहिए तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन घनत्व डेल्टा rho में अंतर है जो कि bulk में घनत्व और सीमा परत में किसी भी स्थान में अंतर है जो उस स्थान में घनत्व से विभाजित है और सीमा परत plus nu into d square u by dy square है तो अब यदि हम delta rho by d rho जानते हैं तो हम कर चुके हैं और हमें समीकरण को हल करने में सक्षम होना चाहिए तो घनत्व ढाल और अन्य सिस्टम चर के बीच क्या संबंध है उदाहरण के लिए वेग या तापमान या सांद्रता जो भी हो यहाँ हम मां ट्रांसपोर्ट को नहीं देख रहे हैं हमें अभी के लिए सांद्रता की चिंता नहीं करनी चाहिए तो delta rho by rho and u v x y temperature वगैरह के बीच क्या संबंध है तो वह नया चर या नया शरीर बल शब्द है जिसे हमने अभी तक सभी संवहन विषय में नहीं देखा है कि आप प्राकृतिक संवहन देखना शुरू कर दें तो इस पर कोई विचार कि हम इसे कैसे ढूंढते हैं हाँ संपीड्यता तो हमने कहा कि प्रेरक शक्ति इसलिए ध्यान दें कि प्राकृतिक मुक्त संवहन में घनत्व प्रवणता तापमान का फंक्शन है हमने कहा कि तापमान में अंतर घनत्व प्रवणता का कारण बन रहा है और इसलिए उन्हें किसी तरह से संबंधित होना चाहिए तो अब तक और जितने भी मामले हमने संवेग सीमा परत समीकरण पर देखे थे उनमें कोई तापमान निर्भरता नहीं थी यह तापमान और सांद्रता से स्वतंत्र था तो अब हम गति सीमा परत समीकरणों पर तापमान की निर्भरता देखना शुरू करेंगे तो वह तरीका है जिसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है तो उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट प्रतीक बीटा है अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की परिभाषा constant दबाव पर minus 1 by rho drho by dT है तो यह संपीड़ितता कारक की परिभाषा है अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि घनत्व प्रवणताएं क्या होंगी क्या स्थानीय घनत्व की तुलना में इसके बहुत बड़े होने की उम्मीद है या नहीं तो ऐसा नहीं है क्योंकि यह एक मुक्त संवहन समस्या है कोई बल संवहन नहीं है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सीमा परत की मोटाई भी काफी छोटी होगी और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि घनत्व प्रवणता भी बहुत कम होगी तो इसलिए हम इसे minus 1 by rho के रूप में अनुमानित कर सकते हैं तो इस अनुमान को Boussinesq व्यक्ति के बाद Boussinesq अनुमान के रूप में कहा जाता है घनत्व प्रवणता को drho by dT बस bulk और स्थानीय घनत्व में अंतर के रूप में bulk तापमान और स्थानीय तापमान में अंतर से विभाजित किया जाता है जिसे बूसिनेक अनुमान कहा जाता है यह दबाव प्रवणता और अचल क्षेत्र के बीच संबंध से आता है इसलिए यदि आप अचल क्षेत्र में संवेग संतुलन लिखते हैं जहां कोई वेग नहीं है तो वेग 0 है क्योंकि द्रव विरामावस्था में है और वेग प्रवणता 0 है तो इसलिए आप देखेंगे कि x संवेग संतुलन बस x दिशा में दाब प्रवणता कम हो जाएगा यह minus rho infinity times gravity के बराबर होनी चाहिए और क्योंकि कोई बाहरी बाध्यता नहीं है ग्रेडिएंट को सीमा परत और शांत क्षेत्र में समान होना चाहिए और इसलिए आप dp by dx को minus rho infinity into g में बदल देते हैं और इस तरह आपको यह अभिव्यक्ति मिलती है हाँ लेकिन यहां द्रव का प्रवाह नहीं है इसलिए दबाव प्रवणता बहुत ही नगण्य होने वाली है हाँ लेकिन rho into g पहले से ही ध्यान में रखा गया है शरीर बल उस बल के लिए जिम्मेदार है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण तरल पदार्थ का अनुभव कर रहा है जो पहले से ही संतुलन की गति के लिए जिम्मेदार है देखें कि यहां हम केवल स्थिर अवस्था को देखते हैं इस पाठ्यक्रम में बहुत कम गतिकी है जिसे हम एकमात्र स्थान पर देखते हैं जहां हमने देखा कि कुछ गतिकी चालन में थी जहां हमने अर्ध परिमित स्लैब को देखा हम वास्तव में इस तरह की समस्याओं में मामले में एक क्षणिक को देखने जा रहे हैं तो इस अनुमान को बूसिनेक अनुमान के रूप में जाना जाता है बस यह महसूस करने के लिए कि यह संपीड़ितता कारक वास्तव में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जाहिर है यह तापमान का एक कार्य है संपीड़ितता कारक स्वयं तापमान का एक कार्य है मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि यह एक आदर्श गैस है एक आदर्श गैस के लिए Rho P by RT द्वारा दिया जाता है तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बीटा constant दाब पर minus 1 by P by RT into drho by dT है तो वह ऋणात्मक चिह्न के साथ P by RT square होगा तो यह वास्तव में 1 over temperature के रूप में पैमाने पर होगा इसलिए एक compressibility इन पैमानों को 1 over temperature के रूप में अनुमानित करती है लेकिन आइए हम इस समय मान लें कि बीटा कुछ औसत दर्जे का गुण है और यह उस तापमान सीमा में महत्वपूर्ण नहीं है जिसे हम देख रहे हैं तो यह 1 over T के रूप में स्केल करता है इसलिए आपको इस अंतर को समझना चाहिए कि यह 1 over T के रूप में है लेकिन इस समस्या में क्या हो रहा है इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आइए मान लें कि बीटा उस तापमान सीमा तक लगभग स्थिर रहता है जिसे हम देख रहे हैं तो अब हम सीमा परत में सभी संतुलन समीकरण लिख सकते हैं और इसलिए पहला निरंतरता समीकरण होगा तब हमारे पास गति सीमा परत समीकरण सीमा परत गति संतुलन है तो यह udu by dx plus vdu by dy होगा जो कि rho infinity minus rho by rho के बराबर है ताकि हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का उपयोग करके प्रतिस्थापित कर सकें ताकि हम beta into T minus Tinfinity into gravity plus nu into d square u by d y square के रूप में फिर से लिख सकें तो मैंने बस इतना किया है कि मैंने बस delta rho को rho द्वारा प्रतिस्थापित किया है जिसमें बूसिनेसक अनुमान का उपयोग करके संपीड़ितता कारक अभिव्यक्ति है और फिर हमारे पास तापमान संतुलन है तो हम मानते हैं कि कोई ऊर्जा उत्पादन वगैरह नहीं है तो यह ऊर्जा संतुलन है हमारे पास गति संतुलन है और हमारे पास निरंतरता समीकरण है इसलिए हमें ऊष्मा परिवहन गुणांक खोजने के लिए इन बूसिनेसक अनुमान को हल करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है याद रखें कि इसका उद्देश्य स्थानीय ताप परिवहन गुणांक को खोजना है जो कि उद्देश्य है और निश्चित रूप से औसत ऊष्मा परिवहन गुणांक है यदि कोई लंबाई है या फुल प्ले की लंबाई के आधार पर उद्देश्य है तो हमें ऊष्मा परिवहन गुणांक खोजने के लिए इनमें से कुछ समीकरणों को हल करना होगा याद रखें कि यदि हम दीवार पर ढाल जानते हैं यदि प्लेट का तापमान स्थिर है और थोक तापमान स्थिर है तो हमने ऊष्मा परिवहन गुणांक कर लिया है तो अगर हम दीवार पर ढाल जानते हैं तो हमने कर लिया है तो उद्देश्य वास्तव में प्लेट और अचल द्रव के बीच inter phase में तापमान प्रवणता को परिभाषित करता है इसलिए मैंने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया था कि हम इस तरह की समस्या के लिए संदर्भ वेगों को देखने जा रहे हैं तो पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कोई बल्क या फ्री स्ट्रीम या कोई अन्य संदर्भ वेग नहीं है इन समस्याओं के लिए कोई संदर्भ वेग नहीं है क्योंकि द्रव वास्तव में आराम पर है हम सीमा परत में उपयोग करने के लिए कोई वेग नहीं जानते हैं इसलिए हम यह मानने जा रहे हैं कि कुछ संदर्भ वेग है जिसे हम बाद में दिखाने जा रहे हैं हम वास्तव में किसी भी डोमेन को परिभाषित करने के लिए किसी भी गणना उद्देश्यों के लिए इस संदर्भ वेग का उपयोग नहीं करेंगे अब एकमात्र स्थान जहां हम इस संदर्भ वेग का उपयोग करेंगे क्योंकि यह एक अज्ञात संदर्भ वेग है तो एकमात्र स्थान जहां संदर्भ वेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या मुक्त संवहन या बल संवहन वास्तविक समस्याओं में प्रमुख भूमिका निभा रहा है तो यहाँ हमने मान लिया है कि समस्या केवल मुक्त संवहन समस्या है लेकिन सिद्धांत रूप में जब आप एक प्लेट को अंदर गिराने जा रहे हैं तब भी bulk fluid में कुछ हलचल होने वाली है तो आप उम्मीद करेंगे कि कुछ वेग होगा तो सवाल है मैं कैसे तय करूं कि दी गई समस्या के लिए free convection है या forced convection जो ऊष्मा परिवहन का प्रमुख तरीका है तो यह उस स्थिति में है जहां यह अज्ञात संदर्भ वेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वास्तव में उस स्थिति में यह अज्ञात संदर्भ वेग force or free convection प्रमुख है या नहीं यह तय करने के लिए स्वयं bulk velocity के बराबर होना चाहिए ज्यादातर आज के व्याख्यान के अंत से पहले हम देखेंगे कि यह कैसे तय किया जाए कि कौन सा प्रमुख है और कैसे तय करना है कि कौन से सहसंबंधों का उपयोग करना है तो मान लीजिए कि हम इसे संदर्भ वेग के रूप में उपयोग करते हैं और फिर हम आयामहीन मात्राओं का परिचय देते हैं आयामहीन मात्राओं का परिचय xstar is x by L y star is y by L के रूप में दें u star is u by u0 ध्यान दें कि हम नहीं जानते कि u0 क्या है यह अभी भी एक अज्ञात संदर्भ वेग है और v star is v by u0 है तो यह T minus Tinfinity by Ts minus Tinfinity होगा तो यह मेरी सभी आयामहीन मात्राओं की परिभाषा है तो मैं इन सभी मॉडल समीकरणों को आयामहीन रूप में परिवर्तित कर सकता हूं तो यह कुछ इस तरह होगा तो वह ustar dustar by dxstar plus vstar dustar by dystar होगा जो कि बीटा ग्रेविटी के बराबर है जो कि Ts minus Tinfinity into L by u0 square into Tstar plus 1 by Reynolds number into लंबाई के आधार पर into d square u star by d y star square होगा dystar जो बीटा ग्रेविटी के बराबर है जो कि Ts minus Tinfinity into L by u0 square into Tstar plus 1 by Reynolds number into लंबाई के आधार पर into d square u star by d y star square होगा और तापमान संतुलन u star dT star by dx star plus v star into dTstar by dystar that is equal to L by Rel into prandtl number into d square T star by d y star square के बराबर है बल संवहन में हमने जो देखा वे उससे बहुत अलग नहीं हैं उम्मीद है कि आपका पथ स्थानीय तापमान पर वेग की नई निर्भरता है जो घनत्व ढाल के कारण है और यह शरीर बल के कारण है जिसे हमने मॉडल समीकरण में शामिल किया है तो अब वे युग्मित हैं पहले के मामले में गति संतुलन और concentration और तापमान समीकरण de coupled थे इसलिए हम तापमान के संबंध में वेग प्रोफ़ाइल को स्वतंत्र रूप से हल कर सकते हैं और आप उस ढाल को प्राप्त करने में सक्षम हैं जो हम यहां नहीं कर सकते तो अभी भी इस समस्या को कुछ परिवर्तन द्वारा हल कर सकते हैं जिसे आप थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं इसलिए ऐसा करने से पहले आइए हम यहां इस व्यंजक को देखें जिसमें स्थानीय तापमान का गुणांक है तो यह beta time g into Ts Tinfinity into L by u0 square है तो हम अभी भी नहीं जानते हैं कि u0 वर्ग क्या है याद रखें कि यह एक अज्ञात संदर्भ वेग है इसलिए हम एक नई संख्या को परिभाषित करते हैं जिसे ग्राशॉफ संख्या कहा जाता है जो कि केवल गुणांक नहीं है इसलिए पहले के सभी मामलों में हम गुणांक के लिए एक आयामहीन मात्रा को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और यहां हम अलग अलग पाठ्यक्रम के प्रभाव को अलग करते हैं और इसी तरह हम विभिन्न बलों के प्रभाव को अलग करने जा रहे हैं और ऐसा करने का तरीका यह है कि आप इसे रेनॉल्ड्स संख्या का वर्ग से गुणा करते हैं तो हमें याद है कि u0 L by new कुछ भी नहीं है बल्कि प्लेट की लंबाई के आधार पर रेनॉल्ड्स संख्या है तो आप इसे रेनॉल्ड्स संख्या से गुणा करते हैं तो आपको एक अभिव्यक्ति मिलती है जो अनिवार्य रूप से आपको beta times g के किसी भी L guess ratio का अनुपात देती है जो गुरुत्वाकर्षण को दर्शाती है तो यह उछाल बल या बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव का अनुभव होता है तो u0 square उस चीज़ को कैंसिल कर देगा जो mu viscous force को दर्शाता है तो यह बहुत आसान है तो ग्राशॉफ़ संख्या जो अनिवार्य रूप से beta gTs minus Tinfinity into l by u0 square into ReL square है तो यह viscous forces के लिए उत्प्लावकता बलों का अनुपात है हाँ लेकिन यह viscous force के कुछ कार्य हैं तो आपके पास viscous forces का वर्ग होगा जो कि स्केलिंग के कारण है जो आपको buoyancy force के लिए आवश्यक होगा तो यह हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए एक दिलचस्प रूपरेखा देता है कि यह थोड़ी देर पहले कैसे हम तय करते हैं कि मुक्त संवहन या बल संवहन ऊष्मा परिवहन का प्रमुख तरीका है या नहीं तो ग्राशॉफ संख्या बटा ReL square तो यह समझने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि ऊष्मा परिवहन का प्रमुख तरीका कौन सा है तो मान लीजिए कि आपके पास वास्तविक प्रणाली है तो वास्तविक प्रणाली बल्क वेलोसिटी या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वास्तव में 0 नहीं है इसलिए यदि हम स्केलिंग वेलोसिटी के रूप में वास्तविक सिस्टम के लिए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का उपयोग करते हैं तो रेनॉल्ड्स संख्या के वर्ग द्वारा ग्राशॉफ संख्या आपको एक आयामहीन मात्रा प्रदान करती है जिसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि कौन सा एक प्रमुख बल है तो मान लीजिए कि यह एक से बहुत छोटा है तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कौन सा महत्वपूर्ण बल या मुक्त संवहन है Re forced convection जो महत्वपूर्ण है forced convection हावी करता है और यदि यह 1 मुक्त संवहन से बहुत बड़ा है और यदि यह लगभग 1 के बराबर है तो आप उम्मीद करेंगे कि दोनों महत्वपूर्ण हैं और यदि यह अनंत तक जाता है तो क्या होगा तो u0 to 0 के अनुपात को देखें तो यह पूरी तरह से मुक्त संवहन समस्या है तो जब यह अनंत तक जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि bulk Reynolds number 0 हो जाती है जिसका अर्थ है कि bulk velocity 0 है जो कि मुक्त संवहन की परिभाषा है तो हमने यह मानकर शुरू किया कि यह एक अचल द्रव है तो जब यह अनंत तक जाता है तो इसका मतलब है कि रेनॉल्ड्स संख्या 0 है तो इसलिए bulk fluid अचल है और इसलिए यह पूरी तरह से मुक्त संवहन समस्या है तो यह सिर्फ यह तय करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि वास्तविक प्रणाली में क्या है आपको कभी भी पूरी तरह से मुक्त संवहन समस्या नहीं होगी उदाहरण के में भी हमेशा कुछ गड़बड़ी होगी हमने देखा कि आपको हमेशा हवा के प्रवाह के लिए कुछ हलचल मिलेगी यह सब तरल पदार्थ को परेशान करने वाला है इसलिए आपको यह तय करने के लिए एक अच्छा ढांचा देता है कि ऊष्मा परिवहन का प्रमुख तरीका कौन सा है